नमस्ते रासबेरी पाई के साथ IoT के कार्यान्वयन के दूसरे भाग के इस व्याख्यान में हम उसी एकीकरण पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी हमने पहले चर्चा की थी जो कि रासबेरी पाई के साथ DHT सेंसर का एकीकरण है इसके अतिरिक्त हम इसमें कुछ नेटवर्किंग घटकों को शामिल करने जा रहे हैं जो कि हम क्लाइंट के लिए एक पायथन स्क्रिप्टिंग को लागू करने जा रहे हैं जिससे रासबेरी पाई क्लाइंट के रूप में व्यवहार करते हैं जबकि रिमोट डेस्कटॉप पर जो एक सर्वर के रूप में कार्य करेगा वह एक अन्य पायथन स्क्रिप्ट का उपयोग करेगा जो UDP सर्वर के रूप में कार्य करेगा तो इस तरह हम रासबेरी पाई क्लाइंटclient और डेस्कटॉप आधारित सर्वरserver के बीच एक डेटाग्राम आधारित कनेक्शन बनाने जा रहे हैं इसलिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का फिर से मूल उद्देश्य नेटवर्कउपकरणों का एक इंटरैक्टिव वातावरण बनाना है जो सभी एक साथ जुड़े हुए हैं इसके अलावा आपके उपकरणों की संख्या अधिक है आपके पूरे सिस्टम को अधिक बुद्धिमान और इंटरैक्टिव होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने डिवाइस की संख्या बढ़ा रहे हैं जबकि आपका सिस्टम प्रदर्शन नीचे जा रहा है तो आपके सिस्टम के प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए डिवाइस एकीकरण करना होगा इसलिए मुझे यकीन है कि विभिन्न रणनीतियों को पिछले सैद्धांतिक व्याख्यानों में शामिल किया गया है इसमें हम आपके पिछले व्याख्यान में जो कुछ भी सीखा है उसका एक बुनियादी प्रदर्शन देने जा रहे हैं एक बहुत मौलिक प्रदर्शन इसलिए इस दूसरे व्याख्यान में हम रिमोट डेटा लॉगिंग पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे इसलिए यह नेटवर्क में उपकरणों से डेटा एकत्र करेगा यह डेटा को एक सर्वर या एक रिमोट मशीन को भेजेगा और वह रिमोट मशीन क्लाइंट को नियंत्रित करेगी या रिमोट रूप से डिवाइस भेजने वाले डेटा को नियंत्रित करेगी इसलिए सिस्टम अवलोकन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है और तापमान और आर्द्रता सेंसर का नेटवर्क रासबेरी पाई से जुड़ा होगा यहां प्रदर्शन के लिए हम केवल एक तापमान और आर्द्रता सेंसर को सिंगल रासबेरी पाई डेटा के साथ कनेक्ट कर रहे हैं सेंसर से यह डेटा नेटवर्क पर सर्वर को भेजा जाता है और डेटा को सर्वर में सहेजा जाता है तो पहले की तरह ही हमारे पास एक ही आवश्यकता है कि एक रासबेरी पाई एक DHT सेंसर एक 40 किलो ओम अवरोधक यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रासबेरी पाई के लिए यह 47 किलो ओम अवरोधक बीसीसी और डेटा पिन के बीच प्राप्त करना होगा जो पिन 1 और 2 के बीच है इसके अलावा हमें पुन उपयोग के लिए हमारे कनेक्शन को फिर से बनाने के लिए जम्पर तारों की आवश्यकता होगी ठीक है DHT के बारे में चर्चा करते हैं इसलिए यदि आप ग्रिड को ऊपर रखते हैं तो बाएं से दाएं आपके पास पिन 1 से 4 नंबर है पहले Vcc पिन 4 ग्राउंड है और दूसरा पिन डेटा ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए रासबेरी पाई का संबंध पिछले व्याख्यान से इस प्रकार होगा कि हमने अभी थोड़ा सा पदार्पण किया है आप उसी विन्यास का भी उपयोग कर सकते हैं जैसा कि पिछले व्याख्यानों में किया गया था लेकिन याद रखें कि इस DHT सेंसर के लिए बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन BCM मोड में होना चाहिए न कि बोर्ड मोड में इसलिए हम DHT सेंसर को रासबेरी पाई के 33 वोल्ट पिन से जोड़ रहे हैं हम रासबेरी पाई के 11 पिन को DHT सेंसर के डेटा पिन या पिन 2 को जोड़ रहे हैं यह पिन 11 BCM मोड में है और हम रासबेरी पाई पिन के ग्राउंड पिन में DHT सेंसर के पिन 4 को जोड़ रहे हैं अब पिछले व्याख्यानों की तरह हमने पहले ही इस Adafruit को कवर कर लिया है जो इस DHT 22 सेंसर की आपूर्ति करता है वे पायथन फ्रेमवर्क के माध्यम से रासबेरी पाई को इस सेंसर को एकीकृत करने के लिए एक लाइब्रेरी भी प्रदान करते हैं तो यह हमारे पिछले व्याख्यान के दौरान पहले ही इंस्टॉल हो चुका है अब हम सेंसर से डेटा पढ़ने के लिए Adafruit DHTread retry फ़ंक्शन को कॉल करने जा रहे हैं तो जैसा कि आप कोड और आउटपुट या कमोबेश पिछले एक के समान देख सकते हैं हम तापमान पढ़ने जा रहे हैं इसके अलावा केवल आप अपने आर्द्रता रीडिंग भी संलग्न कर सकते हैं लेकिन परीक्षण के लिए आप केवल तापमान रीडिंग के साथ जा सकते हैं अब नेटवर्क पर डेटा भेजने के लिए हम क्लाइंट सर्वर मॉडल का उपयोग करेंगे और कनेक्शन स्थापित करने के लिए आप UDP आधारित सॉकेट की मदद लेने जा रहे हैं एक UDP आधारित सॉकेट बनाएंगे जो इस सॉकेट प्रोग्रामिंग के लिए क्लाइंट से सर्वर पर डेटा भेजेगा यह आमतौर पर सॉकेट एक नेटवर्क में 2 नोड्स के बीच 2 मार्ग का संचार बनाता है एक नोड को सर्वर कहा जाता है जबकि दूसरे को क्लाइंट कहा जाता है सर्वर क्लाइंट द्वारा अनुरोधित कार्य या सेवा करता है तो आप रासबेरी पाई पर एक सॉकेट बनाकर कैसे आगे बढ़ते हैं यह रासबेरी पाई के परिचय पर पिछले व्याख्यानों में भी कवर किया गया था तो socketsocket फ़ंक्शन को एक वेरिएबल में असाइन करना काफी सरल है और आप उस वेरिएबल को नियंत्रित करते हैं तो इस socketsocket फ़ंक्शन में इसके तीन आर्गुमेंट हैं पहला सॉकेटफैमिली दूसरा सॉकेट टाइप है और तीसरा प्रोटोकॉल है जो डिफ़ॉल्ट रूप से शून्य है सॉकेट परिवार AF UNIX या AF INET हो सकता है इसलिए UNIX जैसा कि आपको याद है कि यह मुख्य रूप से UNIX आधार प्रणालियों के लिए है जबकि अधिकांश सामान्य प्रयोजन प्रोग्रामिंग के लिए हम AF INET के साथ जा रहे हैं या इंटरनेट प्रोटोकॉल सॉकेट प्रकार या तो सॉकेट स्ट्रीम या सॉकेट डेटा ग्राम हो सकता है अब किसी क्लाइंट से सर्वर पर डेटा भेजते समय हमें 2 स्क्रिप्ट चाहिए एक सर्वर के लिए और एक क्लाइंट के लिए और 2 चीजों की आवश्यकता होगी सबसे पहले सर्वर का IP एड्रेस और सर्वर का पोर्ट जिससे आपका क्लाइंटclient बाइंड होगा तो आपके क्लाइंट के पास कई प्रकार के IP एड्रेस हो सकते हैं लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आपका सर्वर एक IP एड्रेस को बनाए रखे इस सटीक प्रोजैक्ट के लिए इस बुनियादी ढांचे के लिए हम आपको दिखा रहे हैं कि केवल एक तरह से संचार की आवश्यकता है जो क्लाइंट से सर्वर तक है तो आपके क्लाइंट को निश्चित IP एड्रेस की आवश्यकता नहीं है वे कई प्रकार के IP एड्रेस हो सकते हैं जिनके बारे में सर्वर को कोई पूर्व ज्ञान नहीं है लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक और हर क्लाइंट को सर्वर IP एड्रेस के साथ साथ उस पोर्ट के बारे में भी पता होना चाहिए जिससे क्लाइंट कनेक्ट होने जा रहा है इसलिए हम socketsocket के फ़ंक्शन को कॉल करने के साथ शुरू करते हैं हम होस्ट को socketgethostname के रूप में रखते हैं हम एक विशेष पोर्ट असाइन करते हैं और हम होस्ट नाम को कॉल करके पोर्ट से जुड़ जाते हैं यह पहला आर्गुमेंट है और दूसरा आर्गुमेंट के रूप में पोर्ट नंबर और हम अपने लिसनिंग फंक्शन को शुरू करते हैं जो एक क्लाइंट से इसे जोड़ने के लिए प्रतीक्षा करता है अब जबकि यह सच है कि एक क्लाइंट ने कनेक्शन स्वीकार कर लिया है और उस विशेष पोर्ट पर आपके सर्वर से जुड़ा है यह एक एड्रेस उत्पन्न करेगा और इस एड्रेस को संग्रहीत किया जा सकता है और बाद में उपयोग के लिए बाद में आपके डेटा को विभिन्न डेटा लॉग में आपके सर्वर पर रखने के लिए उपयोग किया जाता है तो कल्पना करें कि आपका सर्वर 20 अलग अलग IP एड्रेस या क्लाइंट से जुड़ा हुआ है तो ये 20 क्लाइंट आपको विभिन्न प्रकार के डेटा भेज रहे हैं लेकिन आपको इनमें से प्रत्येक क्लाइंट का सही स्थान जानना होगा इसलिए बाद में आप डेटा को अलग कर सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं इसलिए एक बार जब आपका कनेक्शन स्वीकार कर लिया जाता है तो यह सर्वर द्वारा भेजे गए कनेक्शन को सफल बनाता है और अंत में जब उपयोगकर्ता द्वारा सॉकेट को समाप्त किया जाता है तो आप क्लाइंट पक्ष के लिए फ़ंक्शन cclose को कॉल करते हैं फिर से आप socketsocket फ़ंक्शन को कॉल करते हैं फिर आपको होस्ट नाम असाइन करने के लिए पोर्ट मिलता है याद रखने वाली बात यह है कि यह पोर्ट नंबर सर्वर पोर्ट नंबर के समान है क्योंकि आपका क्लाइंट उस विशेष पोर्ट नंबर वाले सर्वर से जुड़ जाएगा और यह होस्ट या होस्ट नाम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका सर्वर आईपी एड्रेसserver IP address होना चाहिए तो sconnect से आप उस विशेष पोर्ट पर उस सर्वर के उस विशेष IP एड्रेस से जुड़ते हैं और आप अपने डेटा को प्रिंट करते हैं जो sreceive द्वारा प्राप्त किया जा रहा है और अंततः आप कनेक्शन को बंद कर देते हैं तो इससे पहले आइए बुनियादी सर्किट कनेक्शन देखें यह फिर से मूल में वापस आ गया है हमारे पास यह DHT सेंसर Vcc ग्राउंड और डेटा पिन उनके संबंधित पिन से जुड़ा हुआ है जैसा कि पिछली स्लाइड्स में बताया गया है यह रासबेरी पाई नेटवर्क से जुड़ा है और हमने रासबेरी पाई पर क्लाइंट प्रोग्राम में पहले ही डाल दिया है हमने पहले ही इस पर Adafruit पाइथन लाइब्रेरी को डाउनलोड और इंस्टाल किया है इसलिए हम अब फिर से प्रस्तुति के लिए वापस जाने के लिए तैयार हैं इसलिए हम वास्तव में इस सेंसर से डेटा कैप्चर करने का लक्ष्य बना रहे हैं एक सॉकेट बनाएं जो हमारे दूर स्थित सर्वर पर डेटा प्रसारित करता है इस स्थिति में मेरा डेस्कटॉप सर्वर होगा और रासबेरी पाई क्लाइंट होगा ये दोनों भौतिक रूप से अलग हैं लेकिन एक एकल नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा हुआ है जिसमें विभिन्न अन्य उपकरण भी जुड़े हुए हैं लेकिन जब से हम IP एड्रेस और विशेष पोर्ट के साथ काम कर रहे हैं इसलिए हम अन्य उपकरणों से शून्य हस्तक्षेप की उम्मीद कर सकते हैं इसलिए सेंसर से रीडिंग प्राप्त करने के लिए क्लाइंट कोड दिया जा सकता है क्योंकि हम सेंसर डेटा नामक एक फ़ंक्शन को परिभाषित करते हैं जिसे आप इसे किसी अन्य नाम दे सकते हैं इसलिए हमने बोर्ड को GPIO को बोर्ड मोड पर सेट किया है जिसे हमने गलत सेंसर ऐडाफ्रूट के लिए चेतावनी पर सेट किया है जब तक कि DHTAM2302 कॉल नहीं किया जाता है तब हम सेंसर से आर्द्रता और तापमान फ़ंक्शन को ग्राफ़ करते हैं और हम इसे कॉलिंग फ़ंक्शन पर वापस कर देते हैं इसलिए सॉकेट बनाने के लिए इस क्लाइंट कोड में जैसा कि आप देख सकते हैं AF INET को कॉल किया गया है और इस विशेष प्रोग्राम के लिए सॉकेट डेटा ग्राम का उपयोग किया जा रहा है मेरे पीसी में निम्नलिखित IP है और मैंने पोर्ट नंबर 10001 खोला है यदि आप रैंडम ढंग से एक सॉकेट बनाने के लिए पोर्ट का चयन कर सकते हैं इसलिए मैं विभिन्न क्लाइंट से कनेक्शन स्वीकार करने के लिए पोर्ट 10001 खोलता हूं इसलिए मेरा सिस्टम क्लाइंट नेटवर्क पर डेटा को सर्वर पर भेजने की कोशिश करेगा तो h t इसका मतलब है इन्हें सेंसर डेटा फ़ंक्शन से आर्द्रता और तापमान डेटा सौंपा जाएगा जिसे हमने पिछली स्लाइड में परिभाषित किया था और हमने एक स्ट्रिंग के रूप में स्वरूपित किया था और हमने सॉकेट पर उस विशेष सर्वर एड्रेस पर प्रसारित किया और जब यह संचरण पूरा हो गया तो उपयोगकर्ता से इनपुट प्राप्त करने वाला और उपयोगकर्ता उस कोड को समाप्त कर देता है जो क्लोज फ़ंक्शन निष्पादित करेगा इसी तरह एक सर्वर साइड के लिए संशोधन है कि आप फिर से एक AF INET बनाएं और डेटा अंडरस्कोर डेटाग्राम सॉकेट का पता लगाएं सर्वर का एड्रेस होगा और पोर्ट वह पोर्ट होगा जो विभिन्न क्लाइंट्स को इसे कनेक्ट करने के लिए उपयोग करेगा और sockbind इस सर्वर पोर्ट को शुरू करता है अब जबकि यह ट्रू है कि यह निरंतर लूपिंग पर रहेगा डेटा और एड्रेस 4096 बाइट्स के सॉकेट और चंक्स से प्राप्त होगा आप किसी भी टेक्स्ट फ़ाइल को खोलते हैं जिसे डेटा लॉग टेक्स्ट या कोई अन्य नाम जिसे आप चुनना चाहते हैं यह एक टेक्स्ट फ़ाइल भी नहीं हो सकती है यह एक CSV फ़ाइल भी हो सकती है तो आप उस फ़ाइल का उपयोग करते हैं यदि आपको याद है कि हमने पायथन में प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन में फाइल रीडिंग और राइटिंग को कवर किया था तो इसी तरह की अवधारणा का उपयोग करके आप एक टेक्स्ट फ़ाइल खोलते हैं और जो भी डेटा आपको नेटवर्क पर प्राप्त हो रहा है उसे आप टेक्स्ट फाइल पर लिखना शुरू कर देते हैं और यदि आप चाहें तो आप डेटा को प्रिंट भी कर सकते हैं इसलिए यदि आप देखते हैं कि हम एक आउटपुट प्राप्त करेंगे जैसे कि आपका तापमान रीडिंग पहले आर्द्रता है और दूसरा तापमान है तो एक अल्पविराम द्वारा अलग किए गए आपके क्लाइंट् इस डेटा को बार बार नए मूल्यों पर स्ट्रीम करते रहेंगे पुराने निरर्थक मूल्य नहीं हर बार हर डेटा पोल पर यह एक नया मान उत्पन्न करेगा तो हम पहले सर्वर कोड पर गौर करते हैं इसलिए यहाँ पर मेरा UDP सर्वर है इसलिए मैंने अपना IP डाला और अपने पोर्ट राइट डेटा लॉग txt में डाला यह फ़ाइल डेटालॉग डॉट टेक्स्ट datalogtxt था मैं इसे हटा दूंगा यह मैंने एपेंड मोड में खोला है ताकि आपका डेटा पिछले डेटा को ओवरराइट किए बिना बार बार एक ही फाइल पर जुड़ता रहे इसलिए मैं अपना सर्वर अब शुरू करता हूं क्योंकि आप देख सकते हैं कि सर्वर ने शुरू कर दिया है यह क्लाइंट से कनेक्शन की प्रतीक्षा करेगा और तब तक यह कुछ भी नहीं करेगा अब क्लाइंट या रासबेरी पाई का उपयोग करने के लिए हम दूर से इस रासबेरी पाई मार्ग प्रणाली पर जाते हैं इसलिए हम इस विशेष प्रोग्राम को चलाते हैं clientpy हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि आप अभी देख सकते हैं कि हमारा सेंसर ठीक काम कर रहा है या नहीं आइए हम पिछले व्याख्यान की तरह ही कुछ तापमान पढ़ने की कोशिश करें मैं इस DHT टेम्प फाइल को चलाने का प्रयास करूंगा ठीक है मुझे पोर्ट बदलने की आवश्यकता है यह सिस्टम जवाब नहीं दे रहा है ठीक है मैं फिर से इस रासबेरी पाई में लॉगिन करूंगा तो यह मेरी सही रासबेरी पाई है वास्तव में हमारे पास बहुत सारे रासबेरी पाई हैं जो नेटवर्क पर जुड़ा हुआ है तो हम जांच करते हैं वास्तव में फ़ाइल कंटेंट क्या है तो यह प्रस्तुति में शामिल किया गया था हमने एक एडिटर में हमारी स्क्रिप्ट फ़ाइल खोली तो आप पहले यह जांचने जा रहे हैं कि हमारा तापमान सेंसर ठीक काम कर रहा है या नहीं हम इस कोड को चलाने की कोशिश करेंगे DHTTEMPpy मैंने पिछले व्याख्यान में दिखाया है इसलिए एक बार यह निष्पादित हो जाता है यदि पिन सही ढंग से जुड़ा हुआ है यदि पिन सही हैं तो यह मान लिया जाता है कि टर्मिनल पर तापमान मान वापस आ गया है तो हाँ यह प्रतीत होता है कि सेंसर ठीक से जुड़ा हुआ है 2589 डिग्री सेल्सियस मान रिटर्न करता है अब हम अधिक जटिल भाग के साथ आगे बढ़ सकते हैं हम इस क्लाइंट प्रोग्राम पर एक नजर डालेंगे यह एक ही प्रोग्राम है जिसे प्रस्तुति में शामिल किया गया था जिसे हम एक फ़ंक्शन परिभाषित करते हैं जिसे सेंसर डेटा कहा जाता है हम इस आईपी एड्रेस के उद्देश्य से एक सॉकेट खोलते हैं जो मेरा सर्वर है या इस विशेष पोर्ट 10001 के लिए डेस्कटॉप आप अपनी ज़रूरतों के अनुसार पोर्ट को बदल सकते हैं और आप डेटा को इस सर्वर पर आगे बढ़ाते रहेंगे इसलिए शुरुआत करने से पहले हम यह देख लेंगे कि सर्वर अभी भी चालू है अभी भी किसी भी क्लाइंट के आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा कर रहा है जो इस सर्वर से डेटा भेजने के लिए अब एक अंतिम बने क्लाइंट से जुड़ जाएगा तो आप देखते हैं कि यह 743 और 257 2 मान भेज रहा है तो पहला आर्द्रता मूल्य के लिए है और दूसरा तापमान रीडिंग से है इसलिए जब तक उपयोगकर्ता सर्वर पर इस कार्यक्रम को समाप्त नहीं कर देता तब तक यह पुनरावृत्ति बार बार चलती रहेगी आप देख सकते हैं कि समान रूप से आर्द्रता रीडिंग और संबंधित तापमान रीडिंग प्राप्त हो रही है इसलिए प्रदर्शन के लिए मैं DHT सेंसर के सामने एक माचिस जलाता हूं और आप सर्वर पर संबंधित रीडिंग को बदल सकते हैं इसलिए देखें कि तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है तो यह सभी 27 तक पहुंच गया है आप क्लाइंटकी ओर से एक ही बदलाव देख सकते हैं अब मैं अपना क्लाइंट कोड समाप्त कर दूंगा इसलिए एक बार यह सॉकेट बंद होने के बाद जब मैं इसे समाप्त करता हूं तो यह एक संदेश को क्लोजिंग सॉकेट भेज देगा और सॉकेट को बंद कर देगा आप देखेंगे कि सर्वर कोड सही में आना बंद हो गया है इसलिए जब भी मैं इस कोड को फिर से शुरू करूंगा तो मेरा सर्वर फिर से इस कोड को प्राप्त करना शुरू कर देगा इसलिए हमने एक क्लाइंट के रूप में एक सिंगल रासबेरी पाई का उपयोग करके प्रदर्शन किया और एक एकल सेंसर जिसे आप कर सकते हैं जाहिर है कई रासबेरी पाई और कई सेंसर शामिल हैं जो इस विशेष सर्वर या पोर्ट पर एक एकल आईपी को डेटा भेजते हैं और एक और चीज हम जांचेंगे जब यह डेटा सर्वर में आने वाला है शुरू में मैंने इस DataLogtxt फ़ाइल को हटा दिया था अब आप देखते हैं कि इसने स्वचालित रूप से एक और DataLogtxt बनाया है और यह फ़ंक्शन एक बार जब मैं इसे खोलता हूं तो आप देखते हैं कि सभी डेटा संग्रहीत किया गया है तो यह सर्वर लॉग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे उच्च प्रोसेसिंग के लिए विभिन्न एल्गोरिदम के साथ निकाला और उपयोग किया जा सकता है इसलिए मुझे आशा है कि आपने नेटवर्क पर विभिन्न सेंसर को एकीकृत करने और क्लाइंट सर्वर कनेक्शन बनाने का कुछ अनुभव प्राप्त किया है और मुझे आशा है कि यह आपको इस IoT का थोड़ा सा स्पर्श देगा जिस पाठ्यक्रम के लिए आप इन व्याख्यानों में भाग लेते रहे हैं और अगले व्याख्यान में हम इस बात पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे कि डेटा के साथ क्या करना है और क्या वास्तव में एकीकृत किया जा सकता है आप उस डेटा को प्लॉट कर सकते हैं जिस डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं आपके द्वारा संग्रहीत डेटा और ऐसे अन्य कार्यों को परिष्कृत करें